अब तक हमने एक ही प्रकार के तत्वों को श्रृंखला या समानांतर में देखा है जिसे हम प्रतिरोधक का श्रृंखला संयोजन या विभवांतर स्रोतों का श्रृंखला संयोजन आदि मानते हैं लेकिन अब हम जो देखते हैं वह असमान तत्वों की श्रृंखला या समानांतर संयोजन है मैं इसे हर संयोजन के लिए नहीं करूंगा लेकिन हम इसे कुछ ऐसे लोगों के लिए करेंगे जिनमें कुछ दिलचस्प गुण हैं तो पहले हम एक तत्व और एक धारा स्रोत के श्रृंखला संयोजन को देखते हैं कि I में कोई भी तत्व हो सकता है यह एक रोकनेवाला प्रारंभ करनेवाला विभवांतर स्रोत हो सकता है और इसके साथ श्रृंखला में हमारे पास एक निश्चित धारा होता है - I अब यह है मैं जिस संयोजन पर विचार कर रहा हूं तो स्पष्ट रूप से यदि आप इसे किसी सर्किट से जोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि किरचॉफ के धारा नियम के कारण इस तरह से पूरे सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा I के बराबर होनी चाहिए तो यह मुख्य स्लॉट श्रृंखला संयोजन किसी भी तत्व और धारा स्रोत का धारा स्रोत के बराबर है तो इस धारा स्रोत का एक मूल्य है I तो स्पष्ट रूप से इसका मतलब है कि एक धारा I यहाँ से वहाँ तक प्रवाहित होगी और यह इस बात से स्वतंत्र है कि इस धारा स्रोत में विभवांतर क्या है इसी तरह यह इस बात से स्वतंत्र होगा कि विभवांतर क्या है यह पूरा संयोजन क्योंकि पूरे संयोजन में विभवांतर धारा स्रोत में विभवांतर के अलावा और कुछ नहीं है जो इस तत्व के पार विभवांतर के अलावा कुछ भी हो सकता है तो परिणाम भी एक धारा स्रोत है जो एक धारा I को इस दिशा में प्रवाहित करने के लिए मजबूर करता है चाहे इसके पार विभवांतर कुछ भी हो तो धारा स्रोत और विभवांतर स्रोत सहित किसी भी तत्व का श्रृंखला संयोजन एक धारा स्रोत है

इसी तरह हम एक विभवांतर स्रोत और एक तत्व के समानांतर संयोजन पर विचार करेंगे मान लें कि इस विभवांतर स्रोत का मान V शून्य है और हम इसके पार किसी भी तत्व को जोड़ सकते हैं हम जानते हैं कि इस पार हमारे पास एक विभवांतर वी के बराबर होगा और यह इस बात की परवाह किए बिना होगा कि इसमें से कौन सा धारा प्रवाहित हो रहा है क्योंकि विभवांतर स्रोत के माध्यम से धारा कुछ भी हो सकता है और यह धारा और कुछ नहीं बल्कि विभवांतर स्रोत के माध्यम से धारा और तत्व के माध्यम से धारा है जो कुछ भी हो सकता है तो एक विभवांतर स्रोत और एक तत्व का समानांतर संयोजन एक ही विभवांतर स्रोत के बराबर है वी शून्य तो यह तत्व कुछ भी हो सकता है यह एक अवरोधक हो सकता है यह एक प्रारंभ करनेवाला हो सकता है यह संधारित्र हो सकता है यह एक प्रतिरोधी हो सकता है यह एक धारा स्रोत हो सकता है इसलिए समानांतर संयोजन विभवांतर स्रोत के बराबर है